पिछले व्याख्यान में हमने पावर डिवाइडर और कॉम्बिनर्स के बारे में चर्चा की थी इसलिए हमने टू वे समान पावर डिवाइडर के साथ काम किया है और फिर हमने इसके S मैट्रिक्स को प्राप्त किया है और हमने वास्तव में देखा था कि यह एक अच्छा पावर डिवाइडर है लेकिन एक अच्छा पावर कॉम्बिनर नहीं है क्योंकि अगर हम पोर्ट 2 पर इनपुट देते हैं तो एक चौथाई पावर वापस रिफ्लेक्ट होती है एक चौथाई पावर पोर्ट 3 में जाती है और ½ पॉवर पोर्ट 1 पर जाती है ठीक है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब गुणांक अच्छा नहीं है और दो पोर्ट के बीच युग्मन भी है जिसका अर्थ है कि इन दोनों पोर्टस के बीच आइसोलेशन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन टू वे के बाद हमने थ्री वे में देखा था और हमने वास्तव में थ्री वे Z1Z2Z3866 Ω के लिए देखा था हमने फोर वे पावर डिवाइडर के लिए दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशनों को देखा था एक कॉन्फ़िगरेशन में केवल λ4 अनुभाग था दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में 2λ4 अनुभाग था सामान्य तौर पर इस विशेष डिजाइन में इस विशेष खंड की तुलना में अधिक बैंडविड्थ होगा और फिर हमने रेसिस्टर के साथ समान पावर विभक्त को देखा और मूल रूप से रेसिस्टर मान 100 Ω के बराबर है और वास्तव में जब हम सम और विषम मोड विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं तो आप समझेंगे कि यह मान चित्र में कैसे आता है इसलिए आपको एक या दो और व्याख्यानों की प्रतीक्षा करनी होगी तो इस आइसोलेशन रेसिस्टेंस को चुनकर हम वास्तव में देख सकते हैं कि S22 भी 0 हो जाता है S33 भी 0 हो जाता है और पोर्ट 2 से पोर्ट 3 के लिए युग्मन भी 0 है इसका मतलब है कि पोर्ट 2 और 3 के बीच का आइसोलेशन बहुत अच्छा है फिर हमने इस बात पर भी चर्चा की कि जब हम पावर कॉम्बिनर के रूप में उपयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम 1 W यहां डालते हैं तो 1 W यहां आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 इनपुट पावर्स के समान फ़ेज हो ठीक है तो उनके पास समान आयाम और साथ ही समान फ़ेज होना चाहिए यदि उनके पास समान आयाम नहीं है तो करंट भी प्रवाह होगा मान लीजिए यदि आप यहां 1 W देते हैं और यहां 08 W तो जो भी संगत V2 है V3 के समान नहीं होगा इसलिए यदि दो वोल्टेज समान नहीं हैं तो करंट रेसिस्टर से प्रवाहित होगा और रेसिस्टर में विसरण होगा और मैंने यह भी उल्लेख किया था कि कैसे फ़ेज यहाँ से रद्द करता है यहाँ यह 1800 है और यहाँ से फ़ेज अंतर यहाँ लगभग 0 है यह मानते हुए कि यह नगण्य है और फिर यहाँ आउटपुट 0 होगा अब उसके बाद हमने उदाहरण देखा तो यह एक गढ़ा हुआ है और यह फोर वे के लिए अंदर PCB लेआउट है मैं केवल यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूं यह आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा पोर्ट्स को केवल इस तरफ रखें इसलिए आपको केवल एक अलग विचार देने के लिए मान लीजिए कि यदि यह स्वीकार्य है कि 2 पोर्ट इस तरफ एक हो सकते हैं और 2 पोर्ट इस तरफ हो सकते हैं तो क्या होगा तो यहां से केवल इस खंड की वास्तव में आवश्यकता नहीं है यहां से केवल आप वास्तव में इस तरह से पावर डिवाइडर का उपयोग कर सकते हैं और यहां से आप इस तरह से पावर डिवाइडर का उपयोग कर सकते हैं और फिर आपके पास यहीं पर एक कनेक्टर हो सकता है इसलिए वास्तव में समग्र PCB का आकार केवल इतना ही होगा इसलिए आवश्यकता के आधार पर अगर लोग चाहते हैं या यदि उपयोग की आवश्यकता है तो सभी 4 पोर्ट एक ही तरफ होने चाहिए यह समाधान में से एक है लेकिन अगर 2 पोर्ट इस तरफ हो सकते हैं और 2 पोर्ट इस तरफ हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत छोटा PCB होगा और छोटे PCB का मतलब बॉक्स का आकार भी छोटे होगें और इसका मतलब लागत भी छोटी होगी तो आइए अब हम इन पावर विभक्तों के व्यावहारिक बोध को देखें तो हमने वास्तव में FR4 सब्सट्रेट का एक उदाहरण लिया है यह एक सामान्य ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट है जो आमतौर पर PCB निर्माण या उन सभी मोबाइल फोन या लैपटॉप के लिए उपयोग किया जाता है इस FR4 सब्सट्रेट का उपयोग करें ये आसानी से उपलब्ध हैं और वे अपेक्षाकृत बहुत सस्ते हैं तो €r 44 हमने लिया है हालांकि वास्तव में €r 4 से 46 तक हो सकता है तो इससे पहले कि आप जानते हैं आप इस विशेष चीज़ का उपयोग करना शुरू कर दें यहां हमने सब्सट्रेट की मोटाई 08 मिमी के रूप में उपयोग की है और इस विशेष सब्सट्रेट में 002 का टैन डेल्टा है बस यह भी उल्लेख है कि वहाँ कई FR4 सब्सट्रेट हैं उनके टैन डेल्टा 001 से 0025 भी भिन्न हो सकते हैं तो यहाँ यह विशेष सिमुलेशन हमने IE3D सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया है तो आइए देखें कि हमारे यहाँ क्या है यहाँ एक पोर्ट 1 डिफाइन है यह एक पोर्ट 2 है और यहाँ पर पोर्ट 3 है और आप देख सकते हैं कि 2 पोर्ट परिभाषित किए गए हैं यहां पर पोर्ट 4 और 5 हैं ये मूल रूप से एक आइसोलेशन रेजिस्टेंस के लिए हैं वास्तव में IE3D में आपके पास में दो अलग अलग चीजें हैं पहली बात यह है कि आप एमग्रिड का उपयोग करें जो कि लेआउट और सिमुलेशन के लिए है बाद में आप सिम्युलेटेड परिणामों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो कि मॉडुला के रूप में जाना जाता है और फिर मोडुआ में आप इनकी जगह ले सकते हैं पोर्ट्स 4 और 5 और एक 100 Ω का रेसिस्टर यहाँ पर कनेक्ट हैं तो हम देखते हैं कि हमें यहां क्या परिणाम मिलता है तो बस आपको €r 44 बताने के लिए और हमने 900 मेगाहर्ट्ज के आसपास इस विशेष चीज़ को डिज़ाइन किया था तो हम जानते हैं कि 900 मेगाहर्ट्ज पर तरंग दैर्ध्य क्या है यह लगभग 33 सेमी है इसे 4 से विभाजित करें इसलिए हम लगभग 8 सेमी कहते हैं इसे उस भाग से विभाजित करें और आप वास्तव में देखते हैं कि इस पोर्ट समाप्ति के साथ साथ यहां कुल लंबाई लगभग 575 मिमी ठीक है तो आप कह सकते हैं कि यह 2" से थोड़ा अधिक है ठीक है तो अब हम सिम्युलेटेड परिणाम देखते हैं तो आप यहाँ से इनपुट 1 देख सकते हैं तो पोर्ट 2 और पोर्ट 3 तो यह S21 S31 है जो यहाँ पर हरे रंग द्वारा दिखाया गया है 32 dB आदर्श रूप से यह होना चाहिए 3 dB और 3 dB लेकिन क्योंकि हमने एक हानिरहित सब्सट्रेट का उपयोग किया है तो कुछ हानि होती है और इसीलिए 3 3 के बजाय यह 32 dB हो रहा है अब हम रिफ्लेक्शन गुणांक को देखते हैं तो रिफ्लेक्शन गुणांक को इस बैंगनी रंग द्वारा यहाँ प्लाट किया गया है और मैंने यहाँ बताया है 20 dB के लिए बैंडविड्थ S11 20 dB वास्तव में 1 रिफ्लेक्टेड पावर ठीक है तो इसीलिए ये मूल्य बहुत कम हो जाते हैं इससे भी कम तो 1 रिफ्लेक्टेड पावर होती है बाकी को प्रेषित किया जाता है तो आप यहां से देख सकते हैं कि आप यहां से मूल्य पढ़ सकते हैं यहां मैंने यह क्षैतिज रेखा खींची है 20 डीबी और देख सकता है कि प्राप्त बैंडविड्थ लगभग 36 है तो आपको यह बताने के लिए कि यह बैंडविड्थ वास्तव में कवर करने के लिए पर्याप्त है हम कहते हैं 900 मेगाहर्ट्ज 900 हमने क्यों चुना मैं आपको भी बता दूं तो हमारे पास GSM 900 का एक बैंड है जो 890 से 960 का है हमारे पास CDMA भी है जो 820 से 890 तक है इसलिए यदि आप वास्तव में इस बैंड को 820 से 960 तक देखते हैं जो CDMA के साथ साथ GSM 900 बैंड को कवर करता है और हमारे पास पर्याप्त मार्जिन भी है अब देखते हैं कि इस और इसके बीच क्या आइसोलेशन है तो आप देख सकते हैं कि यह आइसोलेशन कर्व है और आप वास्तव में देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन गुणांक वक्र की मिनिमा क्या है इसकी तुलना में यह आइसोलेशन कर्व थोड़ा शिफ्ट है इसका कारण यह है कि यह विशेष लंबाई 0 नहीं है यह एक परिमित लंबाई है ठीक है तो क्या हो रहा है हम कहते हैं कि यह एक 1800 है ठीक है हमें यह विशेष आवृत्ति कहने दें लेकिन यह 0 नहीं है तो क्या हो रहा है यही कारण है कि इस विशेष आवृत्ति पर सही रद्द नहीं हो रहा है लेकिन यह थोड़ी अलग आवृत्ति पर होता है इसलिए मैंने आपको यह विशेष रूप से मुख्य रूप से दिखाया है कि यह विशेष आयाम क्या कर सकता है यह वास्तव में चीज़ को स्थानांतरित कर सकता है लेकिन आइए हम यह भी देखें कि S22 और S33 क्या हैं S22 और S33 वास्तव में काफी अच्छे हैं आप वास्तव में यहां देख सकते हैं अगर मैं सिर्फ 20 dB बैंडविड्थ देखता हूं फिर ये बहुत नीचे हैं ठीक है तो इसका मतलब है कि S22 S33 अगर मैं वास्तव में देखता हूं 20 dB यह बैंडविड्थ बहुत बड़ा है ठीक है इसलिए आउटपुट पोर्ट पर मैचिंग वास्तव में बहुत अच्छा है इनपुट पोर्ट पर मैचिंग या यहां तक कि यह आइसोलेशन वांछित 890 से 960 मेगाहर्ट्ज पर काफी सभ्य है तो अब इन माइक्रोस्ट्रिप लाइनों का लेआउट बहुत महत्वपूर्ण है यहां हमने आपको वह लेआउट दिखाया है जहां ये एक सीधी रेखा की तरह हैं देखते हैं कि अगर हम विभिन्न प्रकार के लेआउट का उपयोग करते हैं तो क्या होगा यहां इस तरह से एक सीधी रेखा का उपयोग करने के बजाय हमने वास्तव में उपयोग किया है हम एक सर्कुलर रिंग की तरह कह सकते हैं जो निश्चित रूप से है कुछ निश्चित भाग को यहां से हटा दिया जाता है इसलिए यदि आप एक गोलाकार अंगूठी का उपयोग करते हैं तो यह है कि लंबाई λ4 है इसलिए हम देख सकते हैं कि अब कुल लंबाई को घटा दिया गया है यदि आपको याद है कि पिछले मामले की लंबाई 575 थी और अब यह 366 है इसका मतलब है आकार कम हो गया है आप कह सकते हैं कि हां यह आकार थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन फिर कनेक्टर्स को यहां से जोड़ा जाना है और यह निश्चित स्थान पर कब्जा कर लेगा ठीक है तो कम से कम इस विशेष दिशा में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट महसूस कर सकते हैं अब इस सिमुलेशन को आइसोलेशन रेजिस्टेंस के बिना किया जाता है आप देख सकते हैं कि कोई आइसोलेशन रेजिस्टेंस नहीं है यह आपको केवल यह दिखाने के लिए है कि यदि आप आइसोलेशन रेजिस्टेंस नहीं रखते हैं तो क्या होता है तो इस मामले में आप S21 S31 317 देख सकते हैं पहले यह था 32 dB तो लगभग समान प्रदर्शन है अब आप देख सकते हैं कि S22 ≅ S32 आप यहां से वक्र देख सकते हैं ये उसके लिए वक्र हैं और यह बराबर है 6 dB तो 6 dB का तात्पर्य है एक चौथाई पावर वापस रिफ्लेक्टेड होती है और एक चौथाई पावर यहां खत्म हो रही है तो अब देखते हैं कि क्या होता है यदि आप आइसोलेशन रेजिस्टेंस डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब एक ही रिंग में हमने 2 पोर्टस को बीच में परिभाषित किया है और फिर मोडुआ में हम इन दो पोर्टस को हटा देते हैं और हम एक रेजिस्टेंस डालते हैं आप यहां देख सकते हैं कि यह IE3D सॉफ्टवेयर का मॉडुआ हिस्सा है तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट 1 2 3 को यहाँ पर 4 और 5 में दिखाया गया है जो यहाँ पर हैं हमने इसे हटा दिया है और रेसिस्टर R1 100 Ω के मान को प्रतिस्थापित किया है तो अब देखते हैं कि प्रदर्शन क्या है वे देख सकते हैं कि S21 S31 वे पहले जैसे ही बने हुए हैं 317 dB अब हम S32 देखते हैं आप देख सकते हैं S32 यह वक्र है जिसे मैंने नीले रंग के रूप में दिखाया है S22 यहां समाप्त हो गया है आप देख सकते हैं कि S22 इस संपूर्ण बैंडविड्थ पर बहुत अच्छा है और S11 2 क्या है यह फिर से यह बैंडविड्थ पिछले मामले की तरह लगभग समान है क्योंकि अलगाव प्रतिरोध को जोड़ने से वास्तव में कुछ भी नहीं होता है लेकिन क्या सुधार हुआ है S22 में सुधार किया गया है S32 में सुधार किया गया है ठीक है और अब भी क्योंकि यह विशेष लंबाई उस टेपडॆ खंड की तुलना में कम हो गई है जो हमने लिया था इसलिए हम देख सकते हैं कि अब 2 नीचे की चोटियां एक दूसरे के बहुत करीब हैं आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी शिफ्ट बहुत छोटी है इसलिए अगर हम आदर्श रूप से इसे 0 के करीब बना सकते हैं तो इससे भी छोटे ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे अब हम केवल एक और डिज़ाइन को देखते हैं जो 2 तरफा ब्रॉडबैंड पावर डिवाइडर है इसलिए हमने अभी भी समान FR4 सब्सट्रेट का उपयोग किया है इसलिए यह समान है लेकिन अब आप 1 λ4 सेक्शन का उपयोग करने के बजाय हमने वास्तव में रिंग पावर डिवाइडर के 2 λ4 सेक्शन का उपयोग किया है और मैंने यह पद जोड़ा है आइसोलेशन रेसिस्टेन्सेस की वजह से हम यहां पर हैं अब हमें यहां दो अलग अलग चीजों को परिभाषित करना है तो यह यहाँ है कि आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट यहाँ हैं और ये यहाँ बीच में पोर्ट हैं और यहाँ आप उस पोर्ट 1 को देख सकते हैं यह पोर्ट 2 यह पोर्ट 3 है तो पोर्ट 4 और 5 के बीच जो सही है यहाँ पर हम 200 Ω का रेजिस्टेंस रखते है यहाँ पर यह 707 Ω है तो यह मूल रूप से पावर डिवाइडर के लिए दो सेक्शन का उपयोग करके बैंडविड्थ में सुधार करने के लिए है पावर कॉम्बिनर के लिए बैंडविड्थ को बेहतर बनाने के लिए इन दो आइसोलेशन रेसिस्टेन्से की आवश्यकता होती है तो अब देखते हैं कि S21 S31 क्या है यह अब है 33 dB यदि आप पहले का याद करते हैं कि इस रिंग में से एक 317 था तो अब हमारे पास एक अतिरिक्त चीज है इसलिए हमें थोड़ा और हानि हुआ है इसलिए इस कारण पथ हानि बढ़ गई है तो यही कारण है कि यह है 33 dB अब हम S11 20 dB देखते हैं यह वास्तव में बहुत व्यापक आवृत्ति पैमाने की तुलना है जो हमने यहां दिखाया था इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि पैमाना क्या है लेकिन मैंने यहां संख्याएँ दी हैं इसलिए S11 20 dB के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यह आइसोलेशन है वास्तव में अब काफी अच्छा है यह S11 से भी अधिक चौड़ा है तो S32 20 और S22 इस पूरी रेंज में 25 dB से भी कम है और अब आप देख सकते हैं कि यह विशेष चीज 618 से 1068 तक दे रही है इसलिए यदि आप प्रतिशत बैंडविड्थ की गणना कर सकते हैं तो यह 53 हो सकता है हम प्रतिशत बैंडविड्थ की गणना कैसे करते हैं यह वास्तव में सरल है प्रतिशत बैंडविड्थ बैंडविड्थf0×100 तो बैंडविड्थ की गणना करने के लिए इन दोनों का अंतर लें और f0 इन दो चीजों की केंद्र आवृत्ति होगी और केंद्र आवृत्ति इन दो के योग को 2 से विभाजित कर प्राप्त की जा सकती है तो यह 53 हो जाता है तो बस आपको यह बताने के लिए कि हमें ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट को हर समय डिज़ाइन नहीं करते है जो एक हानिरहित सब्सट्रेट है ऐसे अनुप्रयोग हैं जिन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सब्सट्रेट की आवश्यकता होती है तो उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ केवल 28 GHz का डिज़ाइन बताना है वास्तव में यह विशेष बात रक्षा संगठन में आवश्यकता थी इसलिए हमने यहां एक डायराइड सब्सट्रेट का उपयोग किया था जिसमें बहुत कम टैन डेल्टा है जैसा कि आप देख सकते हैं यह 0001 €r 233 है हमने सब्सट्रेट की मोटाई को उसी तरह लिया जो कि 08 मिमी है ठीक है तो अब क्योंकि €r कम हो गया है जिससे वास्तव में €r 44 की तुलना में 50 Ω लाइन की चौड़ाई बढ़ जाएगी इसलिए फिर से आइसोलेशन रेसिस्टेन्से यहाँ डाल दिया गया है जो पहले की तरह 100 Ω है तो आप देख सकते हैं कि हमने इस सर्कुलर रिंग का उपयोग किया है तो आइए हम बस परिणाम देखते हैं तो यह सिम्युलेटेड परिणाम है डिज़ाइन की गई आवृत्ति लगभग 28 गीगाहर्ट्ज़ है तो आइए देखें कि हमें यहाँ क्या मिला है S21 S31 है 306 dB ठीक है इसलिए इसके बजाय 3 dB हम 306 dB प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि कुछ नुकसान हो रहे हैं जो यहां से यहां तक जा रहे हैं वहां फ्रिन्जिंग वाले क्षेत्र हैं जो छोटे विकिरण नुकसान का भी हिस्सा हो सकता है ठीक है तो लेकिन अभी भी आदर्श 3 है यह 306 है अब यदि आप इस मामले के लिए हानिपूर्ण सब्सट्रेट के साथ तुलना करते हैं तो 306 के बजाय हमें 317 मिला तो वास्तव में केवल 01 dB अंतर बोलने के लिये हैं इसलिए कोई अभी भी कम लागत का उपयोग कर सकता है और बस यह भी उल्लेख कर सकता है कि जब भी हम चीजों को डिजाइन करते हैं तो हमें रक्षा संगठन में या उपग्रह संचार के लिए उनका प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है लागत महत्वपूर्ण नहीं है जबकि जब हम व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन करते हैं जो टेलीकॉम ऑपरेटर बैंड CDMAGSM90018003G या 4G या वाई फाई बैंड के लिए हो सकता है तो हम आम तौर पर उस विशेष मामले के लिए कम लागत वाले सब्सट्रेट का उपयोग करते हैं तो अब आपके पास थोड़ा सा विचार है कि वास्तव में क्या होता है तो इस मामले में फिर से आप S11 2 देख सकते हैं इसलिए यह S11 है और S32 यहाँ पर प्लाट है जिसे आप देख सकते हैं कि मैचिंग ठीक से किया गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकार बहुत छोटा है और फिर S22 फिर से काफी बड़ा है इसलिए इन सभी पैरामीटर्स के लिए यहां प्राप्त बैंडविड्थ 236 से 325 तक है और यह लगभग 32 है इसलिए यह काफी बड़ी बैंडविड्थ है ठीक है तो अब इन क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के बजाय कभी कभी हम L और C घटकों का उपयोग कर सकते हैं ठीक है और यह आमतौर पर तब किया जाता है जब वास्तव मे आकार का महत्वपूर्ण विचार होता है और यह भी मान लीजिए कि आप 100 मेगाहर्ट्ज पर 100 मेगाहर्ट्ज पर कुछ डिजाइन करना चाहते हैं तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी वह 3 मीटर होगा λ4 क्या होगा वह 75 सेमी होगी और यहां तक कि अगर आप बहुत उच्च डायलेक्ट्रिक नियत सब्सट्रेट का उपयोग करते हैं तो आकार बहुत बड़ा होने वाला है तो उन अनुप्रयोगों में से कुछ में लूम्पड L और C तत्वों का उपयोग करना बेहतर है जो हमें आवश्यक प्रदर्शन देंगे लेकिन फिर भी यहां मैंने वास्तव में आपको 15 गीगाहर्ट्ज पर एक डिजाइन का उदाहरण दिखाया है जो केंद्रीय आवृत्ति है आइए देखें कि यह पूरी चीज क्या है और हम इसे कैसे करते हैं ठीक है तो हम कहते हैं कि यह 50 Ω है यह 50 Ω है यह भी 50 Ω है यदि हम इसे सीधे कनेक्ट करते हैं और यह अच्छा विचार नहीं है क्योंकि 50 के समानांतर 50 मुझे 25 Ω देगा और फिर यहाँ देखा गया इनपुट इम्पीडेन्स 25 Ω होगा जो मुझे एक VSWR 2 देगा मतलब 111 पावर वापस रिफ्लेक्टेड होगी तो यह एक अच्छा समाधान नहीं है तो यह यहाँ लूम्पड L और C क्या है तो बस आपको पहले दिखाने के लिए क्योंकि यह एक समान पावर डिवाइडर है जिसे आप देख सकते हैं कि एक इंडक्टर L1 यहां से यहां जुड़ा है अगला इंडक्टर L2 यहां से यहां जुड़ा है यह अब वही 5 nH है आप वास्तव में देख सकते हैं कि इस पोर्ट और इस पोर्ट और इस पोर्ट और इस पोर्ट के बीच में हमने इंडक्टर को जोड़ा है अब यह इंडक्टर कहां से आता है अब आपको याद करना है कि हमने इम्पीडेन्स मैचिंग तकनीक के बारे में उल्लेख किया है ठीक है तो इम्पीडेन्स मैचिंग तकनीक में अभी कल्पना करें कि हमें क्या करना है हमें 50 Ω से 100 Ω के इस इम्पीडेन्स को स्थानांतरित करना होगा ठीक है तो क्या तुम करो अब इस बिंदु पर मेरा Z0 आवश्यक है भले ही हम Z इनपुट कहते हैं लेकिन स्मिथ चार्ट के लिए आप इस बिंदु पर सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि इम्पीडेन्स 100 Ω हो और यह 50 है इसलिए 50 को 100 में स्थानांतरित किया जाना है तो तुम क्या करते हो आप अब 100 के साथ 50 को सामान्य करते हैं तो 50 05 के बराबर होगा स्मिथ चार्ट पर 05 का पता लगाएं अब लूम्पड इम्पीडेन्स मैचिंग को याद करें तो तुम क्या करते हो यह सामान्य वृत्त है और फिर आप एक डॉटेड वृत्त बनाते हैं तो 05 वास्तविक अक्ष पर होगा आप ऊपर जाते हैं इसका मतलब है कि आप श्रृंखला में एक इंडक्टर जोड़ रहे हैं एक रिफ्लेक्शन लें और फिर शंट में केपिसिटंस जोड़ें तो यह वही किया गया है तो श्रृंखला में केपिसिटंस इंडकटैंस जोड़ा गया है तो यहाँ से एक इंडक्टर यहाँ से एक और इंडक्टर अब आप वास्तव में देख सकते हैं कि हमने केवल एक केपिसिटंस जोड़ी है क्योंकि यहाँ से ग्राउंड पर एक केपिसिटंस होगी यहाँ से इसके लिए एक केपिसिटंस ग्राउंड पर लेकिन 2 केपिसिटंस अब समानांतर में हैं जो एक एकल कैपेसिटर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है ठीक है तो यह कैपेसिटर यहाँ से ग्राउंड तक होगा इन मूल्यों का उपयोग करके अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिला है ठीक है तो यह रिफ्लेक्शन गुणांक प्लाट है जिसे आप देख सकते हैं कि प्राप्त बैंडविड्थ 13 से 173 तक है इसलिए यह लगभग 28 बैंडविड्थ है अब याद करें जब हमने क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया था हम इस से थोड़ा अधिक बैंडविड्थ प्राप्त कर रहे थे लेकिन यहां तक कि यह बैंडविड्थ उपयोग के बहुमत के लिए पर्याप्त रूप से अच्छा है अब कुछ अन्य चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं आप S21 S31 3 dB देख सकते हैं वास्तव में यह उस अन्य परिणामों से बेहतर है क्योंकि अन्य मामलों में हमारे पास एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन थी तो लंबी ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है कि हानि होगी यहाँ पूरी चीज़ का कुल आकार लगभग 45 मिमी है तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह एक बहुत छोटा सा पावर डिवाइडर है ठीक है तो यह है 3 dB और वैसे ये सभी डिजाइन फिर से ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट पर किए जाते हैं तो यह सब हानिरहित सब्सट्रेट नहीं है अब क्योंकि यहाँ पर कोई आइसोलेशन रेसिस्टेन्से नहीं है तो आप देख सकते हैं कि केंद्र आवृत्ति पर S22 S32 6 dB जो कि यहाँ पर ठीक है अन्यथा आप देख सकते हैं कि नीला यह S32 है और यह रंग यहाँ यह एक है लेकिन केंद्र आवृत्ति पर वे लगभग हैं 6 dB तो यह एक सरल तरीका है जिससे आप एक कॉम्पैक्ट चीज़ बना सकते हैं अब आपको केवल 5 नैनो हेनरी के बजाय अब यह बताना है और यह 5 नैनो हेनरी है यदि आप इंडटैंसेस के मूल्य में वृद्धि करते हैं तो हम 5 कहते हैं लेकिन 10 हो जाता है तो क्या होगा और तदनुसार आप C के मूल्य को बदल कर भी पूरी चीज को कम आवृत्ति पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है अब हमें बस करने के वैकल्पिक तरीके को देखना है इसलिए हमने देखा था कि पिछले मामले में हम इंडक्टर और कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं यहाँ मैंने आपको 900 मेगाहर्ट्ज पर एक कॉम्पैक्ट पावर डिवाइडर डिज़ाइन दिखाया है फिर से हमने कम लागत वाले सब्सट्रेट का उपयोग किया है और यहाँ पर क्या किया गया है तो यह 50Ω 50Ω है जो कि 50 Ω है अब यहाँ इस श्रृंखला के इंडक्टर को इस पतली रेखा द्वारा महसूस किया गया है और यह श्रृंखला इंडक्टर है जिसे यहाँ महसूस किया गया है और इस चीज़ का उपयोग करके कैपिसिटंसका एहसास किया गया है आपको वास्तव में अब ट्रांसमिशन लाइन अवधारणा को याद करना होगा तो छोटी ओपन लाइन एक कैपेसिटेंस के रूप में कार्य करेगी और छोटी ओपन लाइन कैपेसिटेंस के रूप में कार्य करेगी ठीक है तो यहाँ श्रृंखला इंडक्टर को 04 मिमी की चौड़ाई के साथ महसूस किया जाता है जो कि यहाँ 04 मिमी है और शंट कैपेसिटेंस को चौड़ाई 2 मिमी के साथ महसूस किया जाता है अब आप देख सकते हैं कि समग्र आकार केवल 21 मिमी है और यदि छोटे आकार की आवश्यकता होती है तो भी वास्तव में यहां पर थोड़ा बेंड और वहां पर थोड़ा बेंड उपयोग कर सकते हैं इसलिए आप आकार को भी कम कर सकते हैं आइए हम इस विशेष चीज के प्रदर्शन को देखें तो आप देख सकते हैं कि यह S11 प्लॉट है जिससे हमें लगभग 31 बैंडविड्थ मिल रहा है आप देख सकते हैं कि यह बैंडविड्थ λ4 ट्रांसफॉर्मर की तुलना में थोड़ा छोटा है S21 और S31 आप वास्तव में देख सकते हैं 312 जो वास्तव में है एक λ4 ट्रांसफॉर्मर जो कि 33 था और S22 S33 लगभग 6 dB केंद्र आवृत्ति परजो हम यहां आइसोलेशन रेजिस्टेंस नहीं डालते हैं तो अब हम सिर्फ 2 वे असमान पावर डिवाइडर को देखें ठीक है अब मैंने ये सभी स्टेप दिए हैं लेकिन जो मैं आपको यहां वैचारिक रूप से बताना चाहता हूं कि हम कहें कि हम यहां पर एक इनपुट पावर P1 दे रहे हैं फिर जो हम चाहते हैं कि P2 x P1 और P3 के बराबर 1 - x P1 होना चाहिए इसलिए यदि आप दोनों को जोड़ते हैं तो आपको P1 मिलेगा अर्थात हम कुछ भी वापस रिफ्लेक्टेड नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस विशेष ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क में पावर की हानि कम से कम हो तो इसके लिए हमारा उद्देश्य यह है कि S11 0 का अर्थ है कि हम इस बिंदु पर इनपुट इम्पीडेन्स 50 Ω चाहते हैं और यह इनपुट इम्पीडेन्स Zin1 Zin2 के साथ समानांतर में दी गई है तो Zin1 क्या है वह Zin1Z12Z0 है Zin2 क्या है वह Zin2Z22Z0 होगा इसलिए हमें उन मूल्यों को रखना होगा और अब हमें वोल्टेज के रूप में भी लिखना होगा तो हम कहते हैं कि P1 क्या है अगर हम इस वोल्टेज को V0 P1V022Z0 के रूप में परिभाषित करते हैं P2 क्या होगा हम यहां से गणना कर सकते हैं इसलिए यदि यह एक लॉसलेस लाइन है और यदि यह एक लॉसलेस लाइन भी है तो हम P2 को परिभाषित कर सकते हैं इस बिंदु पर P2V022Zin1 होगा P3 क्या होगा P3V022Zin2 और आप इसे 1-xP1 के रूप में डालते हैं जिसे आप x P1 कहते हैं इसे सरल करें आपको Z1 के लिए Z1 Z0√x के रूप में एक अभिव्यक्ति मिलेगी Z2 तुमे Z2Z0√1−x के रूप में मिलेगा इसलिए मैंने यहां एक समस्या बयान दिया है कि कि ¼ पावर को यहां जाना वांछित है आप इन मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हैं जिसे हम अभी देख सकते हैं कि Z1 100 Z2 577 Ω जो यहाँ है अब आपको यहां थोड़ा सावधान रहना चाहिए बस जाँच करने के लिए ¼ पावर का मतलब है कि कम पावर यहाँ जा रही है तो कम पावर यहाँ जा रही है इसका मतलब है कि यह उच्च इम्पीडेन्स है उच्च इम्पीडेन्स का मतलब चौड़ाई छोटी है तो छोटी चौड़ाई कम पावर जाएगी यहाँ इम्पीडेन्स छोटी है चौड़ाई बड़ी होगी इसलिए अधिक पावर जाएगी आप वास्तव में इस पूरे पावर प्रवाह के बारे में सोच सकते हैं कि दो पाइपों के माध्यम से पावर जा रही है इसलिए यदि पाइप की चौड़ाई यहाँ छोटी है या पाइप का व्यास छोटा है तो कम पानी जाएगा इस पाइप का व्यास अधिक होगा अधिक पानी जाएगा तो यहाँ एक ही बात अगर Z1 के लिए लाइन की चौड़ाई कम है तो कम पावर जाएगी तो आप इन चीजों का अभ्यास कर सकते हैं लेकिन मैं आपको अब नकली परिणाम भी दिखाना चाहता हूं तो एक ही डिजाइन के एक चौथाई और तीन चौथाई के अनुरूप हमने उसी का अनुकरण किया है तो 100 Ω के करेस्पोंडिंग चौड़ाई 1 के लिए 04 हो जाती है और इसके लिए यह 12 मिमी है आप देख सकते हैं यह 04 है यह 12 है पावर का ¼ लगभग 6 dB है और पावर का ¾ लगभग यही है आप देख सकते हैं कि मैचिंग प्राप्त हो गया है और यहाँ प्राप्त बैंडविड्थ लगभग 42 है हम आपको कुछ ब्रॉडबैंड टेपर्ड लाइन पावर डिवाइडर चीज़ भी दिखा सकते हैं इसलिए आप जो अवधारणा करते हैं वह बहुत सरल है तो यह 50 Ω है और यहां वांछित 100 Ω है तो एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन लें जिसकी चौड़ाई यहां 100 Ω इम्पीडेन्स से संबंधित है यहां चौड़ाई 50 Ω के बराबर है तो आप यहां देख सकते हैं कि हमने क्या किया है तो w 16 मिमी 50 Ω के लिए 04 मिमी टेपर्ड तो यह सब है यह रैखिक टेपर्ड लाइन है और हम देखते हैं कि हम यहां क्या प्राप्त करते हैं तो इस विशेष मामले के लिए आप यहाँ पर S21 S31 32 dB देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह 0 से 10 GHz से पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ी आवृत्ति रेंज है तो यह वही है जो आप देख सकते हैं कि यह इस विशेष मूल्य के लिए घट रहा है जो कि है 5 dB प्रत्येक अब S22 S32 क्योंकि हमारे पास कोई इन्सोलेशन रेजिस्टेंस नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इस बिंदु पर यह है 6 dB जो घटकर लगभग 10 dB हो जाता है मैं सिर्फ यहां उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि यह पूरी बात काफी कम हो रही है इसका कारण यह है कि हमने एक हानिपूर्ण FR4 सब्सट्रेट लिया है जिसमें बहुत अधिक टैन डेल्टा है वास्तव में किसी को इस विशेष आवृत्ति पर इस विशेष सब्सट्रेट का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए ठीक है इसलिए आमतौर पर FR4 सब्सट्रेट की मैं सिफारिश की नहीं करता कि आप इसे 25 गीगाहर्ट्ज़ से आगे इस्तेमाल करें इसलिए यदि कोई अच्छी गुणवत्ता वाले सब्सट्रेट का उपयोग करता है तो यह कमी अपेक्षाकृत कम होगी लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं S11 आप देख सकते हैं कि S11 अगर हम 175 dB लाइन लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि सब कुछ उससे कम है यहां तक कि 10 गीगाहर्ट्ज तक का मूल्य यहां तक कि अगर मैं 20 देखता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि इस छोटी सी चीज को छोड़कर यह पूरी चीज 20 dB से कम है मैं आपको जल्दी से 2 अल्ट्रा ब्रॉडबैंड रेसिस्टर पावर डिवाइडर भी दिखाऊंगा ये दो अल्ट्रा ब्रॉडबैंड पावर डिवाइडर क्या हैं तो यहाँ वास्तव में बोल रहा हूँ अगर आप यहाँ एक 50Ω रेसिस्टर और 50Ω रेसिस्टर यहाँ डाल दिया यह 50 50 100 50 50 100 100 100 50 है इसलिए यह सर्किट है अब यदि आप इसी 0 से 10 गीगाहर्ट्ज की प्रतिक्रिया को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में S11 20 dB है आकार देखें बहुत छोटा तो अब सवाल यह है कि हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं इसका कारण यह है और यदि आप 50Ω रेसिस्टर 50Ω रेसिस्टर का उपयोग करते हैं तो यहां ½ पावर लॉस हो जाएगी ½ पावर लॉस यहां हो जाएगी ठीक है तो कुल हम कहते हैं कि ¼ यहां जाएंगे ¼ वहां जाएंगे इस ½ भाग का जो एक चौथाई और एक चौथाई है तो इसका मतलब है अगर आप समग्रता को देखें तो कुल ½ पावर रेसिस्टर्स में खो जाएगी एक चौथाई दिया जाना एक चौथाई दिया जाएगा और इसीलिए आप देखते हैं कि S21 S31 6 dB ठीक है तो इसका मतलब है कि ¼ जा रहा है ¼ यहाँ से जा रहा है ठीक है तो केवल कुछ स्थिति में जहां आपको अतिरिक्त पावर लॉस का बुरा नहीं लगता है आप इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कर सकते हैं ठीक है इसलिए प्रयोगशाला उद्देश्यों के लिए इन चीजों का उपयोग करना बहुत सरल है और आप यह भी देख सकते हैं कि इस विशेष चीज की कीमत क्या है यह बहुत छोटा है एक विशिष्ट 50 Ω लूम्पड रेसिस्टर 1 रुपये का भी खर्च नहीं कर सकता है तो यह एक 1 रुपये है एक और 1 रुपये है यह एक छोटा PCB है जो आपको कुछ 10 रुपये से अधिक की लागत भी नहीं देगा तो पूरी चीज़ पर बहुत कम पैसा खर्च होता है लेकिन यही बात अगर आप दूसरे देशों से आयात करना चाहते हैं तो यह आपको कहीं कहीं 50 डॉलर या उससे अधिक भी खर्च करना पड़ सकता है और यह बहुत अधिक है इसलिए आप जानते हैं कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि कृपया भारत में डिजाइन करना शुरू करें यदि आप भारत में डिजाइन करते हैं तो केवल हम मेक इन इंडिया कर सकते हैं और आप इन सभी चीजों को बहुत कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं